कंप्यूटर ग्राफिक्स का अवलोकन - I सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 7 को यहा कवर कर रहे हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में है कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम मुख्य रूप से कंप्यूटर ग्राफिक्स का अवलोकन करते हैं वे कैसे उत्पन्न हुए हैं और आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर क्या हैं ऑटोकैड के बारे में थोड़ा और सॉलिडवर्क्स के बारे में विस्तार से ये मॉड्यूल हैं जो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में कवर करेंगे अवलोकन के संदर्भ में बात करू तो अब तक हमने सीखा है कि आयामों को कम्पास डिवाइडर स्केल प्रोट्रैक्टर और अन्य वस्तुओं का उपयोग करके शीट पर तकनीकी ड्राइंग पर कैसे खींचना है आइसोमेट्रिक व्यू में दो आयामी और शायद तीन आयामी वस्तुओं के निर्माण की कोशिश की हैं अब हम इस तरह के तीन आयामी वस्तुओं का निर्माण कैसे करें या शायद तीन आयामी वस्तुओं के सेक्शन व्यू को कैसे कंप्यूटर का उपयोग करके कैसे देखे उस शुरुआत के साथ शुरू करने के लिए हम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ अवलोकन देखेंगे इसलिए आधुनिक दिनों के इंजीनियरिंग डिजाइनों में हमेशा त्रि आयामी वस्तुओं और 3 डी सॉलिड मॉडलिंग शामिल होती है उदाहरण के लिए यहां ये व्यू हैं लेकिन आमतौर पर हम इसे शीट पर बनाते हैं हमारी ड्राइंग शीट शायद दाईं ओर के दृश्य बाईं ओर के दृश्य शीर्ष दृश्य हमारे सामने का दृश्य दिखाने के बाद यह कल्पना करने की कोशिश करें कि कोई वस्तु 3D में कैसी दिखती है और उस आइसोमेट्रिक व्यू में उसको दिखाने की कोशिस करने का प्रयास करें इन कम्प्यूटेशनल ग्राफिक्स का लाभ यह है कि वे अच्छे दिखते हैं और उन सटीक आयामों को जिस पर हम कम करना चाहते हैं उसे हम हमेशा उपयोग कर सकते हैं जब भी आप रेखाचित्र खींच रहे हों तो हमेशा कम से कम गिनती से कंप्यूटर ग्राफिक्स पर आपको सटीक जानकारी होगी हालांकि शेडेड हल्के रंग गहरे रंगों जैसे छायांकित भाग इस तरह की चीजों से आंखों को अच्छे व्यू देखने को मिलते है वास्तविक शक्ति वस्तु यह है की सटीक और अस्पष्ट विवरण के बारे में है और यह सब जानकारी हम इसे कंप्यूटर पर संग्रहीत कर सकते हैं 10 साल बाद भी अगर कोई उस जानकारी को प्राप्त करना चाहेगा तो हम उसका उपयोग करने की स्थिति में होंगे जबकि ड्राइंग शीट और अन्य चीजें जो हम मैन्युअल रूप से करते हैं उनका जीवनकाल होता है और आगे अगर हम उस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं जो सप्लाइ चेएन के लिए भी संभव हो सकती है इसलिए एक स्थान पर तकनीकी चित्र तैयार किए जाएंगे और उन्हे अलग अलग टीमें जो इस पर कम कर रही है उसे सप्लाइ की जाएगी और यह सप्लाइ चेएन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी स्थानांतरित करने का सबसे आसान तरीका है आमतौर पर इस कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिज़ाइन व्यू के विज़ुअलाइज़ेशन के लिए एक उपकरण के रूप में ग्राफिक्स का प्रभावी उपयोग शामिल है हम पहले द्वि आयामी शीट पर निर्माण करने का प्रयास करते हैं व्याख्या करते हैं और अंत में वहां से 3 डी ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनका दूसरा फायदा कंप्यूटर ग्राफिक्स सेअगर कोई जल्दी से एक प्रोटोटाइप तैयार करना चाहे तो इन ड्राइंग का उपयोग करना काफी आसान है इन दिनों लोग 3 डी के साथ जा रहे हैं और एडवांस पसंद कर रहे हैं 4 डी प्रिंटिंग 3 डी प्रिंटिंग में यदि आप इस कंप्यूटर ग्राफिक्स की आपूर्ति कर सकते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का पूरा डिज़ाइन मशीन बहुत प्रभावी तरीके से उस वस्तु को प्रिंट करने की स्थिति में होगी इसलिए यदि कोई बहुत जल्दी से प्रोटोटाइप तैयार करने में रुचि रखता है तो ऑटोकैड और सॉलिडवॉर्क जैसे विशिष्ट सॉफ्टवेयर वहाँ अन्य सॉफ्टवेयर CATIA की तरह हैं ये वे हैं जो किसी के काम आ सकते हैं अब तक हमने 2 डी ड्रॉइंग के बारे में सीखा है मुख्य रूप से वे 2 डी ड्राइंग किनेमेटिक्स को समझने और सर्किट तत्वों की स्थिति की जांच करने या शायद ब्लूप्रिंट के बिंदु के लिए सहायक होते हैं हमें आसान जानकारी देने के लिए ये केवल दस्तावेज हैं विस्तृत जानकारी हमें केवल त्रि आयामी मॉडलिंग के माध्यम से मिलेगी विशेष रूप से तीन आयामी मॉडलिंग में तीन अलग अलग प्रकार शामिल हैं एक वायरफ्रेम मॉडल है दूसरा एक सर्फ़ेस मॉडल है तीसरा सॉलिड मॉडल है इस सॉफ़्टवेयर को देखने से पहले एक अवलोकन हमेशा हमें इस तकनीकी ड्राइंग के कुछ खोजशब्दों को याद रखने में मदद करता है उस उद्देश्य के लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस संक्षिप्त अवलोकन को यहा कवर कर रहे हैं पहले वायरफ्रेम मॉडल मे ज्यामिति डेटा का उपयोग कार्य को आसान विश्लेषण के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है यहां पुल की एक तस्वीर दिखाई गई है अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कई लाइन तत्व हैं यह एक वायरफ्रेम जैसा दिखता है तो वस्तु का कंकाल हमें हमेशा इस वायरफ्रेम से मिलता है और यदि कोई वस्तु को डिजाइन करने में रुचि रखता है तो इस वायरफ्रेम से इसकी आपूर्ति की जाती है उदाहरण के लिए इन सभी सिविल इंजीनियरिंग समस्याओं एयरोस्पेस इंजीनियरिंग समस्या केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वे मुख्य रूप से सातत्य यांत्रिकी सिद्धांतों पर काम करते हैं यह वो क्षेत्र होंगे जिसमे स्ट्रैस तापमान की जानकारी शायद वर्तमान और कई अन्य चीजों के बारे में जानकारी लेनी हो तो हम आमतौर पर इस क्षेत्र मे इसका प्रतिनिधित्व करते हैं इसका मतलब है सिस्टम के प्रत्येक बिंदु पर हम उस विशेष जानकारी को पहचानने की स्थिति में होंगे उस प्रयोजन के लिए आमतौर पर जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं या शायद आंशिक अंतर समीकरणों को हल करते हैं तो उन आवश्यक भौतिकी मुद्दों को समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को वायरफ्रेम मॉडल में आपूर्ति करना होगा उदाहरण के लिए जैसे आपके पास एक सेल फोन है उसमे एक चिप प्रोसेसर हो सकता है यह लगातार परिवेश के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहा है यह गर्म हो सकता है अब उस का तापमान वितरण क्या हो सकता है शायद उस पर एक नजदीकी संबंध हो सकता है तो व्हा कुछ विशेष प्रकार की सीमाएँ हैं अब अगर मैं इस तरह की समस्या को समझना चाहूंगा कि मुझे क्या करना है सबसे पहले एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का निर्माण करें जहां बिल्कुल चिप स्थित है जहां प्रतिरोधक भी मौजूद है और उस पर शामिल अन्य घटक क्या हैं तापमान क्षेत्र के संदर्भ में मुझे किस तरह की सीमा शर्तें लागू करनी हैं इस तरह की चीजें मुझे इसे निश्चित वस्तु पर बनाना होगा और यह जानकारी हमें इसे हर बिंदु पर और उस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर को सिखाना होगा आमतौर पर यह काम के लिए वायरफ्रेम डिजाइन या चित्र सहायक होगा अन्य एक सर्फ़ेस मॉडल है ये सर्फ़ेस मॉडल मुख्य रूप से सपाटीओ के दृश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं और वे उस वस्तु की किसी छिपी हुई रेखा को हटा देते हैं आप एक वस्तु या कल्पना करना चाहेंगे या शायद सर्फ़ेस पर तापमान वितरण इसके बजाय हालांकि हम एक वायरफ्रेम मॉडल की आपूर्ति करते हैं जो उन बिंदुओं पर समीकरणों को हल करता है लेकिन आपकी सर्फ़ेस की जानकारी तापमान वितरण या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के एक रंगीन समोच्च की तरह है जो आप देखने जा रहे हैं जो इन सर्फ़ेस मॉडल द्वारा एक अच्छी अपील देता है हालांकि जानकारी एक बिंदु पर असतत स्तरों पर उपलब्ध है दो बिंदु सैकड़ों बिंदु हो सकते हैं लेकिन बिंदु से बिंदु तक एक पुनर्निर्माण होना चाहिए इसलिए किसी भी सर्फ़ेस मॉडलिंग अवधारणा में असतत जानकारी से इस तरह के प्रक्षेप शामिल हैं उदाहरण के लिए यह कार बॉडी जो भी हम देख रहे हैं यह आँखों को अच्छा लगता है लेकिन रंग विपरीत या उस वस्तु की वक्रता के बारे में आवश्यक जानकारी असतत जानकारी पर इस तरह की चीजें उपलब्ध हैं उस असतत जानकारी का उपयोग करते हुए हम रेंडरिंग तकनीकों के साथ जाते हैं एक अच्छी अपील वाली वस्तु के निर्माण की कोशिश करते हैं इस तरह की प्रक्रिया जिसे हम सर्फ़ेस मॉडलिंग कहते हैं इन सर्फ़ेस मॉडल के लिए उनके पास कोई मोटाई नहीं है वे असीम रूप से मोटाई में छोटे हैं उनकी लंबाई चौड़ाई यह ऊंचाई इस तरह की चीजें मायने रखती हैं लेकिन मोटाई नहीं अगर हमारे पास इस तरह की वस्तुएं हैं तो हम सर्फ़ेस का निर्माण करते हैं हम इसे सर्फ़ेस मॉडलिंग का उपयोग करके बनाते हैं कुछ वस्तुएं भी बनाते है जहां मोटाई अन्य आयाम भी महत्वपूर्ण हैं उदाहरण के लिए एक जेट इंजन के लिए एक गैस टरबाइन हो सकता है आपको टरबाइन ब्लेड कंप्रेशर और नोजल जैसी कुछ चीजें हो सकती हैं पंखे और अन्य तरह की चीजें होती हैं कुछ हिस्से सर्फ़ेस की तरह जैसे की फेन ब्लाड़े इनमें 0 मोटाई वाले हैं लेकिन उनमें से कुछ नलिका पसंद करते हैं और शायद उस वस्तु के शाफ्ट ये तीन आयामी चीजें हैं इसलिए अगर हम सॉलिड मॉडल कहते हैं तो हम इस तरह की चीजों को प्रदान करने जा रहे हैं हालांकि सभी तीन आयामी हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में उन्हें वायरफ्रेम मॉडल सर्फ़ेस मॉडल और सॉलिड मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि आप सॉलिड मॉडल के साथ जा रहे हैं तो इसके लिए विशाल या विशाल कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है आपको इन सभी बिंदुओं पर जानकारी संग्रहीत करनी होगी सर्फ़ेस वायरफ्रेम और सॉलिड मॉडल के बीच में है तो आइए इस वायरफ्रेम मॉडल के बारे में विस्तार से देखें आमतौर पर किसी भी त्रि आयामी वस्तु अगर हम इसे वायरफ्रेम द्वारा कनेक्ट करने जा रहे हैं इसका मतलब है कि हम कोने की तरह कुछ और किनारों की तरह कुछ की पहचान करने जा रहे हैं उदाहरण के लिए यदि मैं घन घनाभ का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं वायरफ्रेम मॉडल में जो मुझे चाहिए वह कुछ वर्टिस जैसा है ये वह वेर्टाइसिस हैं और हमें डेटा संरचनाओं जैसे कुछ और जानकारी की आवश्यकता है जो ये कोने से जुड़े हुए हैं जुड़े हुए हैं यदि हमें पता है कि केवल इन किनारों से जुड़े होने वाले है तो हम इन दोनों का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में होंगे ये उन किनारों से जुड़ा होना चाहिए ये उस किनारों से जुड़ा हुआ है और आगे इसलिए एक उचित डेटा प्रबंधन है जो उसके साथ करना है तो वायरफ्रेम मॉडल में हम इस तरह की छिपी हुई रेखाओं को नहीं दिखाते हैं लेकिन इसमें वर्टिस V और ये किनारे होते हैं किसी भी तीन आयामी वस्तु को हम दिखाना चाहते हैं तो ये न्यूनतम जानकारी हैं जो हमें इसे जोड़ने के लिए आवश्यक हैं अब यदि हम इन नोड्स को ट्रैक करने के मामले और कोने किनारों और अन्य प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में सावधान नहीं हैं वही बिंदु हमें भ्रामक जानकारी भी दे सकते हैं यदि हम किसी स्थिति में नहीं हैं इस जानकारी को ध्यान से जोड़ने के लिए शायद यह एक वहाँ जाता है यह एक वहाँ आता है यह एक आता है तो यह एक जटिल तस्वीर होगी जो हम कर रहे हैं जो कि अवलोकनकर को भी दिकत हो सकती है इसलिए जब हम वायरफ्रेम मॉडल का उपयोग कर रहे हैं तो ये कोने अपने लिंक को समायोजित करते हैं पदानुक्रम का सावधानीपूर्वक पालन करना होता है आमतौर पर इस वायरफ्रेम मॉडल में आकार और अभिविन्यास जैसे तलो की जानकारी होती है सर्फ़ेस 40 डिग्री 50 डिग्री और इसी तरह से उन्मुख होती है और यह सारी जानकारी किनारों के एक सेट से संबंधित है तो हमारे पास हमेशा किनारों हो ऐसा कुछ है एक किनारे दूसरा किनारा और यह एक और बढ़त है इसलिए किनारों का सेट हमेशा होना चाहिए और ये किनारे आमतौर पर एक दूसरे के साथ इसे तीन आयामी वस्तु बनाते हैं और आम तौर पर यह आवश्यक नहीं है कि हमें केवल इन रेखाओं को लाइनों से जोड़ना है इन्हें कर्व द्वारा द्वारा भी जोड़ा जा सकता है यहां हमारे पास ऐसा एक उदाहरण सिलेंडर है यदि ये ऐसे बिंदु हैं जो हम किनारों के रूप में परिभाषित कर रहे हैं तो हम आर्क द्वारा भी निर्माण कर सकते हैं यदि मैं इसी तरह की वस्तुओं को दोहराता हूं तो शायद मैं त्रि आयामी आकृतियों के निर्माण की स्थिति में रहूंगा उदाहरण के लिए यदि मैं एक बहुत लंबे पाइप की तरह कुछ करना चाहूंगा तो हमारे पास उस तरह के बेलनाकार तत्व होंगे जो लाइन से कई जुड़े हुए हैं यदि हमारे पास एक झुकता पाइप है तो फिर से उस सिलेंडर हिस्से का कुछ हिस्सा कुछ अन्य प्रकार के कर्व और चाप द्वारा हम इसे जोड़ने की स्थिति में होंगे कुल मिलाकर वायरफ्रेम मॉडल में हमेशा कोने के समन्वित मूल्यों होते हैं और विशेष किनारों से जुड़े कोने क्या हैं और क्या इन किनारों से कोई फ़ेस बनते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हैं अब जब हम इन्हें देख रहे हैं किनारों कोने सावधान डेटाबेस संरचनाओं का निर्माण करना है विभिन्न प्रकार के संचालन या शायद संयोजन का उपयोग कर सकते हैं उनमें से एक संबंधपरक ऑपरेटर है जहां सूचियों और त्रुटियों का एक सेट हम इसे स्टोर करने के लिए उपयोग करेंगे कुछ ऐसा है जिसकी कि शीर्ष सूची क्या है V 1 V 2 V 3 V 4 जैसे कुछ और फिर एज लिस्ट के बारे में कुछ क्या वे कोने जुड़े हुए हैं इसलिए यह एक धार बनाता है हालांकि यहाँ यह 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है यह एक घनाभ का निर्माण कर सकता है इसे कंप्यूटर पर सिखाने के लिए हमें न केवल उन सूचनाओं को संग्रहीत करना होगा बल्कि उन सूचनाओं को भी जोड़ना होगा जो दो कोने से जुड़ी हैं तो यहाँ चार कोने के लिए हमारे पास १ २ ३ ४ ५ ६ संयोजनों की तरह एक संयोजन है 4 में से दो जोड़े के बीच एक संयोजन है जिसका हमें निर्माण करना है यही तरीका है कि हम इसे कंप्यूटर मे सिखाते हैं या यह कहने के लिए स्टोर करते हैं कि यह उस विशेष घनाभ का है इसी तरह ट्री की संरचनाएं होंगी वहा एक व्यक्ति को सावधान रहना होगा जैसे कि वस्तु क्या है कौन सी सतहें जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक सर्फ़ेस कितने किनारों पर है और उस किनारों में जो कोने हैं और उन कोने में xy जानकारी क्या है इसलिए एक विस्तृत पदानुक्रमित संरचना को उसी के साथ जाना है तो आपकी मूल प्रोग्रामिंग में एक अवधारणा चित्र में आती है कभी कभी परिभाषित करने वाला वर्ग भी इन बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक उपयोगी अवधारणा है और एक नेटवर्क भी शामिल होगा जब आप इन बिंदुओं को जोड़ रहे हैं उदाहरण के लिए डेटा पॉइंटर्स स्वाभाविक रूप से चित्र में आते हैं एक सर्फ़ेस जैसी कोई चीज जो किनारों E 1 E 4 E 6 तो E 1 का निर्माण करने के लिए शायद आप 1 और 2 बिन्दु का उपयोग करते हैं इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एक इंगित चर के रूप में जुड़े हुए हैं आमतौर पर प्रत्येक वर्टैक्स पर 3 निर्देशांक x y z होते हैं और प्रत्येक एड्ज को दो वर्टैक्स द्वारा सीमांकित किया जाता है अगर मैं एड्ज की तरह कुछ कह रहा हूं दोनों सिरों के पास ये वर्टैक्स हैं और आमतौर पर प्रत्येक किनारे पर 3 एड्ज को न्यूनतम इंटरसेक्ट करना चाहिए कुछ जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि यह वर्टैक्स है तो शायद एक एड्ज हो सकता है एक और एड्ज बढ़त आ रही है एक और बढ़त यह बन रही है इस तरह एक नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा यहां तक कि एक फ़ेस की तरह कुछ परिभाषित करने के लिए आपको 3 एड्ज की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए यहां हमारे पास एक त्रिकोणीय फ़ेस है यह पहली एड्ज दूसरा एड्ज तीसरा एड्ज शायद वेरटीएस V 1 V 2 और V 3 है जैसा कि मैंने कहा कि ये वायरफ्रेम मॉडल त्रि आयामी वस्तु के निम्न आयामी प्रतिनिधित्व हैं यह एक न्यूनतम तरीका है जो एक 3D वस्तु का प्रतिनिधित्व कर सकता है इसके अपने फायदे हैं जैसे कि जब आप ज्यामिति को लोड कर रहे हैं या शायद ज्यामिति का विश्लेषण कर रहे हैं या शायद इंजीनियरिंग के परिप्रेक्ष्य के लिए भी ज्यामिति का विश्लेषण कर रहे हैं तो इन वायरफ्रेम मॉडल को कंप्यूटर पर लोड करना और मेमोरी को भी साफ़ करना आसान है वे जल्दी और कुशलता से जानकारी पहुंचा सकते हैं और हमारे पास कई दृष्टिकोण भी होंगे जिनका हम आसानी से निर्माण कर सकते हैं कोई भी रेखा जो हम इसे देख रहे हैं वह सतहों का प्रतिच्छेदन माना जाता है इसका मतलब है हमारे पास इस बारे में एक व्यू है कि क्या सर्फ़ेस जुड़े हुए हैं वस्तुओं को डिजाइन करने जैसे किसी भी निरंतर विश्लेषण के लिए एक लोकप्रिय संख्यात्मक विधियों में से एक जिसे हम इंजीनियरिंग फाइनाइट एलिमंट विश्लेषण भी कहते हैं उसमे उपयोगी हैं ये वायरफ्रेम मॉडल डेटा का विश्लेषण करने के लिए शुरुआती कदम हैं इन दिनों भी लोग कंप्यूटर नियंत्रित मशीनों सीएनसी मशीनों का उपयोग करते हैं इस तरह की मशीनें जिसके लिए कोई भी सीधे इस वाइर फ्रेम मॉडल की जानकारी की आपूर्ति कर सकता है तो आवश्यक संचालन जैसे मोड़ और अन्य चीजें आसानी से बनाई जा सकती हैं किसी भी उच्च क्रम के मॉडल हम निर्माण करना चाहते हैं तो एक वायरफ्रेम मूल कदम है उनके कुछ गेरफायदे भी हैं अगर हम इस सूची को सावधान के साथ नहीं ले रहे हैं कि कौन से एड्ज जुड़े हुए हैं तो ऐसा है यह पहचानना आसान नहीं है कि हम किस तरह के 3 डी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उदाहरण के लिए हम इसे देखते हैं हमारे पास ये वेर्टाइसिस हैं केवल इन डेटा पॉइंट्स के वेर्टाइसिस उपलब्ध हैं और वेर्टाइसिस के संदर्भ में अगर यह बेमेल है जो की इस किनारों की तरह जुड़े हुए हैं तब वस्तु का व्यू उस तरह से दिखाया जा सकता है उस तरह से भी इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है और इसे उस तरह से भी या किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है जिसे देखा जा सकता है तो किसी को वायरफ्रेम मॉडल का उपयोग करने के मामले में सावधान रहना होगा इसलिए सर्फ़ेस के निर्माण के संदर्भ में हमेशा अस्पष्टता होनी चाहिए और यह ऑब्जेक्ट के संस्करणों और सतहों के बारे में कुछ भी परिभाषित नहीं करता है आमतौर पर अस्पष्टता का अनुमान लगाना कठिन है या व्याख्या करना कठिन है और उनके पास कम्प्यूटेशनल जानकारी निर्धारित करने की कोई क्षमता नहीं है जैसे दो फ़ेस के बीच चौराहे की रेखा या प्रतिच्छेदन मॉडल है जब आपके पास दो तीन मॉडल होते हैं जो एक दूसरे के साथ अससेंबल होते हैं वे इन एलिमंट संपर्कों का प्रतिनिधित्व करते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है अब हम अन्य ऑब्जेक्ट नाम सर्फ़ेस मॉडल को देखेंगे इसलिए हमने सीखा कि तीन किस्में हैं एक वायरफ्रेम मॉडल सर्फ़ेस मॉडल और सॉलिड मॉडल तो अब हम इन सर्फ़ेस मॉडल के लिए जा रहे हैं एक सर्फ़ेस मॉडल एक वस्तु की त्वचा का प्रतिनिधित्व करता है इन त्वचा की कोई मोटाई या सामग्री नहीं है और आमतौर पर इन सतहों को हम गणितीय कार्यों द्वारा परिभाषित करते हैं हम किसी सर्फ़ेस के रूप में कुछ परिभाषित करने के लिए पैरामीट्रिक भिन्नता का उपयोग करते हैं और ये सर्फ़ेस मॉडल वायरफ्रेम मॉडल में मौजूद किसी भी अस्पष्टता या गैर विशिष्टता की लाइनों को छिपाकर बनाए जाते हैं और बेहतर विज़ुअलाइज़ेशन और विज़ुअलाइज़ेशन और रेंडरिंग केवल सर्फ़ेस मॉडल पर संभव हैं और ऑब्जेक्ट इस नेटवर्क में अधिक यथार्थवादी दिखते हैं उदाहरण के लिए मोल्ड डिजाइन की तरह डाई डिजाइन इस तरह की चीजों को आसानी से इन सर्फ़ेस के मॉडल द्वारा निर्मित किया जा सकता है यहां तक कि जटिल मुक्त रूप से बनाई गई सर्फ़ेस जैसे जहाज के पतवार हवाई जहाज के फ्यूजेस और कार बॉडी हम इन सर्फ़ेस मॉडल का उपयोग कर सकते हैं और खुरदरापन रंग प्रतिबिंबितता के बारे में कुछ भी हम इसे आसानी से सर्फ़ेस के मॉडल पर डाल सकते हैं यह वायर मॉडल की अवधारणा 1900 के आसपास आई जब लोग परिमित को देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि सर्फ़ेस को कैसे दर्शाया जाई सतहों को जोड़ते हैं उसे फिर से दिखने के लिए लोग तार डॉट्स जैसे इन डॉट्स के साथ जाते थे फिर 1930 40 के दशक के आसपास लोगों ने सर्फ़ेस के मॉडल नाम की कुछ चीज़ों को देखना शुरू कर दिया क्योंकि वे ड्रैग को जानने और वस्तुओं पर लिफ्ट को जानने में अधिक रुचि रखते हैं उदाहरण के लिए यहां हम एक विमान दिखा रहे हैं तो इसकी सर्फ़ेस क्या होनी चाहिए क्योंकि वह हमेशा आंतरिक होना चाहिए पुराने दिनों के विमान हमेशा एक आंतरिक संरचना रखते थे उस पर आप इसे सतहों के साथ कवर करेंगे अब उस सर्फ़ेस को उस हवाई जहाज को कैसे चालू किया जाना चाहिए जैसे कि उस वस्तु पर कम ड्रैग और अधिक लिफ्ट होना क्योंकि पहले के दिनो मे निर्माण विशिष्ट मिश्रित सामग्री का उपयोग नहीं करते थे तो वो जो भी उनके पास ऑब्जेक्ट हॉट थे उस को अच्छी तरह से दिफ़ोर्म करते थे और आंतरिक कंकाल संरचना द्वारा उसे समर्थित करते थे तो इस तरह की प्रक्रिया को खत्म करने रेनवेंट करने के लिए सर्फ़ेस की जानकारी की आवश्यकता होती है और पूरी सर्फ़ेस मॉडलिंग अवधारणा उन दिनों 1940 में आई थी और जिस तरह से उन्होंने पैरामीट्रिक भिन्नताओं का उपयोग करके विकसित किया विशेष रूप से सतहों के कॉन्सन मार्ग के बारे मे हम बाद के वर्गों में सीखेंगे एक अलग तरह की सर्फ़ेस है जैसे कि बेज़ियर सतहों तख़्त सतहों और कुछ अर्थों में सतहों के चौराहे के संदर्भ में अस्पष्टता इस कून सतहों द्वारा हटा दी जाएगी तो जहां घटता जानकारी हम उपयोग करेंगे इसका मतलब है कि एक वक्र हो सकता है एक और वक्र है एक और वक्र है एक और वक्र है सर्फ़ेस की तरह कुछ का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन वक्रों को कैसे शामिल किया जाए एक तरह से यह पूरी सर्फ़ेस मॉडलिंग पैरामीट्रिक भिन्नता में काम करता है विशेष रूप से इस तरह की सर्फ़ेस मॉडलिंग का उपयोग उन गोलियों की तरह गोले के लिए किया जाता है जिन्हें आप उस खोल बाहरी गोले या उस तरह की वस्तुओं पर गुंबदों पर देखना चाहेंगे कार के बॉडी पैनल एयरक्राफ्ट फ्यूजेस शायद पंखे के ब्लेड्स ट्विस्टेड फैन ब्लेड्स और शायद विंड टर्बाइन ब्लेड्स इस तरह की चीजें से सामने आई हैं जटिल सर्फ़ेस इस तरह की चीजों को बनाने के लिए सर्फ़ेस मॉडलिंग अवधारणा की आवश्यकता होती है और वे जहाज निर्माण के संदर्भ में व्यापक हैं और अन्य जूता उद्योग भी काफी लोकप्रिय है यदि आप मैकेनिकल उद्योगों को देख रहे हैं तो फोर्जिंग और कास्टिंग ऑपरेशन में आमतौर पर इन सर्फ़ेस मॉडलिंग सिद्धांतों को शामिल किया जाता है हम लोकप्रिय रूप से एक शब्द का उपयोग करते हैं CAD कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग भी कहेते हैं इस तरह की अवधारणाओं के लिए सर्फ़ेस निर्माण की आवश्यकता होती है कंप्यूटर पैकेज हैं जो कि निर्माण के लिए उपलब्ध हैं और जो हम सीखेंगे कि यह सॉफ्टवेयर कैसे है उन सॉफ़्टवेयर की पृष्ठभूमि किस पर काम करती है तो पहले कर्व्स के निर्माण से शुरू होता है जिसे हम स्प्लइन कहते हैं जिसमें से 3 डी सरफेस बहते हैं या गल जाते हैं इसके विपरीत अगर मैं एक पॉट बनाना चाहता हूं तो आवश्यक जानकारी जो मुझे चाहिए वह एक कर्व जैसा है और मैं हो सकता है एक अक्ष की तरह कुछ की आवश्यकता है अगर मैं इस पूरे स्प्लइन को इस एक के आसपास घूमता हूं तो मैं एक कप बनाने की स्थिति में रहूंगा यह एक सर्फ़ेस है जिसे हम इसका निर्माण करना चाहते हैंजिसकी मोटाई 0 हैं तो इन प्रकार के स्प्लाएन का उपयोग करके हम एक यह के भाग बनाने की स्थिति निर्माण करेंगे इसलिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम होगा जहां हम अंकों के आधार पर परिभाषित करेंगे इसलिए सॉफ़्टवेयर जो हम सीखने जा रहे हैं वह तब है जब आप स्क्रीन को छूने जा रहे हैं या शायद बिंदु पर क्लिक करें आपका फ्रंट एंड उस जानकारी को लेता है और उस प्रोग्रामिंग के अपने अंतिम छोर पर उसको भेजता है उस एड्ज को ले जाता है कोने इसे जोड़ता है एक तख़्ते की तरह कुछ फिट बैठता है फिर यह आपसे जानकारी पूछता है कि आप किस अक्ष के साथ मे इसे घुमाना चाहते हैं उन बिंदुओं के लिए आपसे पूछें आप इसे चुनते हैं तब यह घूमता है और इन वस्तुओं का निर्माण करता है इसलिए बहुत सारी जानकारी पृष्ठभूमि और आगे के अंत में जाती है जो हम अगली कक्षाओं में सीखने जा रहे हैं दूसरी विधि सर्फ़ेस के खंभे और नियंत्रण बिंदुओं के हेरफेर द्वारा सर्फ़ेस का सीधे निर्माण है विशेष रूप से सतहों को प्लानर सतहों में वर्गीकृत किया जाता है एक और बेलनाकार या शंक्वाकार सतहों और मूर्तिकला सतहों को हम कहते हैं यदि यह एक प्लैनर सर्फ़ेस है तो पीछे का अंत यह कैसे काम करता है एक समतल सर्फ़ेस जो तीन बिंदुओं P 0 P 1 P 2 से होकर गुजरती है जब आप कंप्यूटर पर सर्फ़ेस का निर्माण कर रहे हैं तो शायद हमें अंक P1 P 2 P 3 देना होगा x y z निर्देशांक या तो हम टाइप करते हैं यह स्टाइलस का उपयोग करके स्क्रीन को छूता है या शायद उस सर्फ़ेस पर एक माउस क्लिक के साथ जहां हम x y z जानकारी देंगे एक बार हमारे पास वह x y z जानकारी होगी तो यह पृष्ठभूमि पर एक पैरामीट्रिक भिन्नता का निर्माण करेगा उस बिंदु पर किसी भी बिंदु को पहले बिंदु P 0 दूसरे बिंदु P 1 और तीसरे बिंदु P 2 की जानकारी का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जा सकता है क्योंकि हम इन चक्करों से सर्फ़ेस का निर्माण करना चाहते हैं इसलिए जब एक बार कोने नहीं होते हैं तो एक सर्फ़ेस जो इन तीन बिंदुओं से गुजरती है इस तरह के पैरामीट्रिक भिन्नता का उपयोग करके निर्माण किया जा सकता है और हम चाहते हैं कि यह एक सर्फ़ेस है क्योंकि यह एक घुमावदार आकार हो सकता है तो सामान्य वैक्टर भी महत्वपूर्ण हैं यह एक प्रकार की सर्फ़ेस हो सकती है यह थोड़ा घुमावदार प्रकार की सर्फ़ेस हो सकती है या शायद उस सर्फ़ेस के उन्मुखीकरण के लिए भी हमें आवश्यकता होती है इसलिए सामान्य सर्फ़ेस की भी हमें आवश्यकता होती है लेकिन हमारे पास केवल तीन बिंदुओं की जानकारी होती है हमें उस सर्फ़ेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है जिसका हम निर्माण करने के इच्छुक या इच्छुक हैं तो उस स्थिति में हम P 1 P 0 के संदर्भ में फिर से सामान्य वेक्टर का उपयोग करते हैं P 2 P 0 अंक के साथ एक क्रॉस उत्पाद ले रहा है इसी तरह P1 P0 P2 P0 क्रॉस उत्पाद हम बनाएंगे इसका उपयोग करके हम निर्माण करने की स्थिति में होंगे कि सर्फ़ेस पर सामान्य क्या हो सकता है उस रंग मानचित्रण के आधार पर हम सही करेंगे और अगली कक्षाओं में हम सर्फ़ेस के मॉडल और विभिन्न प्रकार की स्प्लइन सतहों के बारे में अधिक जानेंगे